उस संबंध में मैंने हाइड्रोजेल के बारे में चर्चा करके शुरुआत की जहां आप क्रॉस लिंकर या मोनोमर की सांद्रता को बदलकर इन हाइड्रोजेल की कठोरता को ट्यून कर सकते हैं और विभिन्न तकनीकों द्वारा कैसे विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजेल उत्पन्न किए जा सकते हैं और इसके उदाहरण दिए हैं तो उस संबंध में कोशिकाओं या जैल की कठोरता को चिह्नित करने के लिए मैंने एएफएम या नाभिकीय बल माइक्रोस्कोपी की शुरुआत की और दिखाया कि कैसे हाइड्रोजेल कोशिकाओं और एक ऊतकों में गुणों को साबित करने के लिए एएफएम का उपयोग किया जा सकता है और उस संबंध में मैंने कुछ उदाहरण भी दिए कि कोशिका की ज्यामिति या सीमा की स्थिति कोशिकाओं के गुणों या आप क्या माप रहे हैं को प्रभावित कर सकती है इसलिए उदाहरण के लिए यदि एक जैल बहुत पतला है तो सेल कोमल पतली जैल की नकल करता है जो मोटे और कठोर सब्सट्रेट पर होता है इसलिए एएफएम का उपयोग करते समय मैंने चर्चा की कि आप कोशिकाओं के कॉर्टिकल की कठोरता को कैसे माप सकते हैं और अंतिम कक्षा में मैंने तकनीक का परिचय दिया निर्णय किया कि आप कोशिकाओं की सिकुड़न को परिमाणित करने के बारे में कैसे जान सकते हैं और अधिकांश आसन्न कोशिकाओं के प्रकारों के लिए एक बहुत करीबी रिश्ता है इन दोनों के बीच यदि आप सिकुड़न बढ़ाते हैं तो आपकी कोर्टिकल कठोरता या कोशिकाओं की कठोरता बढ़ने वाली है आपके पास एक रैखिक सहसंबंध है हालांकि इस संबंध में सिकुड़न मापने के और तरीके जो कि मैंने तीन तकनीकों में प्रस्तुत किया कर्षण बल माइक्रोस्कोपी ट्रिप्सिन डी आसंजन और लेजर पृथक्करण जबकि लेज़र पृथक्करण हमें एकल तनाव फाइबर के सिकुड़न में योगदान के बारे में जानकारी देता है यह कोशिका का सिकुड़न है ट्रिप्सिन डी आसंजन हमें एक संपूर्ण कोशिका के सिकुड़न का माप देता है और कर्षण बल हमें यह देता है कि यह मुख्य उपाय बलों को कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित करता है इसलिए यहां तक कि इन दोनों तकनीकों में भी आपने कुछ समय मापा जिसे विश्राम का समय कहा जाता है तो यह सिकुड़न का एक अप्रत्यक्ष उपाय है जबकि कर्षण बल माइक्रोस्कोपी हमें विशिष्ट फोकल स्थिति में कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित बलों को देता है अब यदि आप सिकुड़न की बात करते हैं तो साइटोस्केलेटल संगठन द्वारा सिकुड़न निर्धारित की जाती है और जब मैं साइटोस्केलेटल संगठन कहता हूं तो मैं मायोसिन मोटर्स के बारे में बात कर रहा हूं गैर मांसपेशी कोशिकाओं में आपके पास मायोसिन II ए II बी II सी के 2 या 3 अलग अलग आइसोफोर्म हैं ये स्थानीय रूप से विशिष्ट तरीके से स्थानीयकृत हैं सायटोस्केलेटन संगठन को एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन द्वारा एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन द्वारा भी निर्धारित किया जाता है इसमें क्रॉस लिंकिंग एक्टिन क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन जैसे फ़िलामिन अल्फा एक्टिनिन फॉर्मिन वगैरह शामिल होंगे

लेकिन ये सभी आंतरिक नियंत्रण या आंतरिक अणु हैं जो साइटोस्केलेटल संगठन को हेर फेर करते हैं लेकिन स्टेम कोशिका के विभेदन के संदर्भ में कहा गया है कि कोशिका आकार महत्वपूर्ण नियामकों में से एक है तो मैं आज सवाल उठाना चाहता हूं आप कोशिका के आकार को नियंत्रित करने के बारे में क्या सोचते हैं इसलिए यदि आप संवर्धन में ज्यादातर या बार बार कोशिकाओं को प्लेट करते हैं तो कोशिकाओं का आकार इस तरह का होगा तो यह एक फ़ाइब्रोब्लास्ट का एक मानक आकार हो सकता है या यह एक और कोशिका हो सकती है लेकिन इसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते इसलिए इस प्रकार की आकृतियों को संवर्धन में नियंत्रित नहीं किया जा सकता है क्योंकि आकार निश्चित रूप से प्रकृति में गतिशील होगा तो आप कोशिका आकार को नियंत्रित तरीके से कैसे नियंत्रित करते हैं और इस संबंध में मैं लिथोग्राफी की इस तकनीक के बारे में बात करना चाहता हूं ठीक है तो फोटोलिथोग्राफी यह माइक्रो फेब्रिकेशन में इस्तेमाल होने वाली एक प्रक्रिया है जो एक पतली फिल्म या बड़ी तादाद के सब्सट्रेट के चुनिंदा हिस्सों को हटाने के लिए है तो इस तकनीक में एक फोटो मास्क से एक प्रकाश संवेदनशील रसायन के लिए एक ज्यामितीय पैटर्न को स्थानांतरित करने के लिए प्रकाश का उपयोग किया जाता है इस रसायन को फोटोरेसिस्ट कहा जाता है तो आपके पास रासायनिक उपचार की एक श्रृंखला है तो फिर आपके पास विभिन्न रासायनिक उपचार हैं जो या तो एक्सपोज़र पैटर्न को उकेरते हैं या फोटो प्रतिरोध के तहत सामग्री पर वांछित पैटर्न में एक नई सामग्री के जमाव को सक्षम करते हैं ठीक है तो आप इसे कैसे करते हैं तो आप आमतौर पर एक साफ कमरे का उपयोग करते हैं तो आपकी प्रक्रिया का कार्य प्रगति आप एक सब्सट्रेट लेते हैं ठीक है यह सिलिकॉन या कांच किसी भी सब्सट्रेट का हो सकता है आप इसे अपने प्रकाश प्रतिरोधी के साथ समान रूप से कोट करते हैं तो यह एक समान कोटिंग होना महत्वपूर्ण है और इस एक समान कोटिंग को प्राप्त करने के लिए आप एक स्पिन कोटर नामक चीज का उपयोग करते हैं एक त्वचा स्पिन कोटर का विचार बहुत सरल है अगर यह आपका सब्सट्रेट है यह एक मोटर पर लगाया जाता है जो यह आपको घूमते हुए एक बूंद डाल देता है तो यह आपका स्पिन कोटर है आप प्रकाश प्रतिरोधी की एक बूंद डालते हैं और आप एक दिए हुए आरपीएम पर स्पिन करते हैं आपके स्पिनिंग को कितनी जल्दी करता है यह ओमेगा पर निर्भर करता है आपका ओमेगा अधिक है तो एक बहुत पतली परत मिल सकती है या बहुत मोटी परत होने पर आपका ओमेगा कम है इसलिए जब आप अपना फोटोरेसिस्ट कर लेते हैं तो आप सॉफ्ट बेक नामक एक स्टेप करते हैं और फिर इस सामग्री का उपयोग करके आप मास्क एलिंगर नाम की किसी चीज का उपयोग करते हैं और आप एक फोटो मास्क के माध्यम से सब्सट्रेट पर अपनी सामग्री पर प्रकाश डालते हैं तो अगर यह आपके स्पिन कोटेड सब्सट्रेट हैं तो आपके पास आपका मास्क एलिंगर है और यहां आपका मास्क है तो मास्क में चयनात्मक क्षेत्र होते हैं जिसके माध्यम से प्रकाश पारित करने में सक्षम हो सकता है और प्रकाश के ब्लॉक को चुनिंदा क्षेत्रों को चुन सकता है इसलिए परिणाम के रूप में इसलिए यदि यह आपका फोटोरेसिस्ट है तो इस क्षेत्र में प्रकाश के संपर्क में आ रहा है और इन मुक्त क्षेत्रों को कोई प्रकाश संपर्क नहीं मिल रहा है इसलिए जब आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने के बाद आप आगे बढ़ते हैं और अगले चरण में फोटोमास्क के बाद आप फिर से एक विकास करते हैं आप वह करते हैं जिसे एक विकास कहा जाता है जहां आप इसे एक विकास घोल में डालते हैं और फिर अंत में आप एक कठोरता से पकाते हैं जो एक वैकल्पिक कदम है तो इस संदर्भ में दो अलग अलग प्रकार के फोटोरेसिस्ट हैं जो संभव हैं कि एक पॉजिटिव फोटोरिस्टिस्टहै और दूसरा नेगेटिव फोटोरेसिस्ट है तो अगर यह आपका सब्सट्रेट है और कल्पना कीजिए कि आपके पास यह आपका संपूर्ण फोटोरिस्टिस्ट है जिसमें से आपने इस क्षेत्र को उजागर किया है तो यह प्रकाश अनावरण है तो यदि यह एक सकारात्मक फोटोरिस्टिस्ट था यदि आप सामग्री विकसित करते हैं तो अंततः आपके पास सब्सट्रेट पर निम्न चीज होगी तो यह सकारात्मक फोटोरिस्टिस्ट का एक उदाहरण है और शिपली का उदाहरण सकारात्मक फोटोरिस्टिस्ट का एक उदाहरण है तो इस मामले में बहुलक या फोटोरेसिस्ट प्रकाश के संपर्क में आने के बाद अधिक घुलनशील है इसके विपरीत आपकी दूसरी स्थिति हो सकती है इसे नकारात्मक फोटोरिस्टिस्ट कहा जाता है तो बहुलक उदाहरण SU 8 है तो बहुलक उजागर होने के कारण कम घुलनशील है तो सकारात्मक और नकारात्मक फोटोरेसिस्ट होने के लिए आपके पास दो अलग अलग प्रकार के फोटोमास्क भी होंगे इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि आपके सब्सट्रेट पर यह मेरा सब्सट्रेट है और यह एक समान फोटोरेसिस्ट है जो सामने आ रहा है तो यह पास हो जाता है और फिर यह आपका प्रकाश आ रहा है इस वस्तु को फोटोमास्क कहा जाता है तो यह छिद्रों के साथ एक अपारदर्शी प्लेट है जो प्रकाश को पारित करने की अनुमति देता है इसलिए एक सकारात्मक फोटोमास्क के लिए देखें कि क्या आप पहले उदाहरण पर वापस जाते हैं यदि यह आपका सकारात्मक फोटोमास्क है तो आपके अंतिम उत्पाद के अंत में आपका प्रकाश इसी से गुजरने वाला है तो यह आपका सकारात्मक फोटोमास्क है और आपके नकारात्मक फोटोमास्क के मामले में आपके पास केवल केंद्रित क्षेत्र है और आसपास का क्षेत्र प्रकाश को पारित करने की अनुमति देगा तो फिर से यह आपका सब्सट्रेट है तो प्रकाश यहाँ से होकर गुजरेगा लेकिन यह बीच से नहीं गुजरेगा वास्तव में इस संरचना को प्राप्त होगा इस मामले में यह इन दो बिंदुओं में फंस जाता है ठीक है तो आपके पास अलग अलग सामग्री का फोटोमास्क हो सकता है क्रोम ग्लास या अब यहां तक कि पारदर्शिता तो यह मोटे तौर पर लिथोग्राफी है सॉफ्ट लिथोग्राफी क्या है सॉफ्ट लिथोग्राफी वह है जो जीव विज्ञान अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए यह संरचनाओं के उपयोग के निर्माण के लिए तकनीकों के परिवार को संदर्भित करता है तो आप इलास्टोमर्स का उपयोग करके संरचनाओं को गढ़ना चाहते हैं तो यह तकनीक सस्ती है और यह जैव अनुप्रयोगों के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है प्लास्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अनुप्रयोग है और आप 10 नैनोमीटर के क्रम के रिज़ॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं ठीक है इसलिए सॉफ्ट लिथोग्राफी के लिए हम जिस अभिकर्मक का उपयोग करते हैं वह पीडीएमएस है तो यह पीडीएमएस भी कुछ जैल हाइड्रोजेल बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था लेकिन इस मामले में पी डी एम एस मास्क बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जो आप पैटर्न नहीं जानते हैं पी डी एम एस का पूरा फॉर्म है पॉली डाइमिथाइल सिलोक्सेन तो इसलिए एक बार फिर से लाभ यह कि आप कठोरता को ट्यून कर सकते हैं और यह बड़े स्थानों में सतहों के अनुरूप होता है इसलिए जब आप पी डी एम एस से कुछ बनाते हैं तो आप जानते हैं कि आप प्लाज्मा ऑक्सीकरण का उपयोग करके पी डी एम एस को कुछ कार्य कर सकते हैं ठीक है तो जहां आप इसे ऑक्सीजन प्लाज्मा में खोलते हैं और इसके उपयोग से आपके पीडीएमएस कांच से चिपक जाते हैं या पीडीएमएस दूसरे पीडीएमएस से चिपक जाते हैं समस्या यह है कि यह प्रक्रिया प्रतिवर्ती नहीं है क्योंकि सहसंयोजक बंधन बनाए जाते हैं तो हम पीडीएमएस सामग्री बनाने के बारे में क्या सोचते हैं तो आप जो करते हैं उसी चीज से शुरू करते हैं जिसे आपने लिथोग्राफी का उपयोग किया है जो आपने प्राप्त किया है वह है कि आपने सब्सट्रेट पर अपने फोटोरेसिस्ट को दी गई स्थलाकृति को स्थानांतरित कर दिया है तो यह एक फोटोरेसिस्ट है तो तुम क्या करते हो आप पहले पीडीएमएस को डंप करें इसके ऊपर आप पीडीएमएस को गिरा दें तो यह शुरू में एक चिपचिपा तरल पदार्थ है और आपके द्वारा इसे गिराने के बाद आप क्या करते हैं आप इसे ठीक करते हैं तो इसे 60 डिग्री सेल्सियस पर एक गर्म प्लेट या एक ओवन पर उपचार करते हुए आपके पास क्या है यह सामग्री जो फिर बहुलकित होगी एक बार जब यह पोलीमराइज़ हो जाता है तो आप वास्तव में पीडीएमएस हटा सकते हैं इसलिए आपने जो कुछ छोड़ा है वह कुछ ऐसा है यह आपके साथ है Refer Time 1911 अब एक बार जब आप यह कर चुके हैं तो निश्चित रूप से आप जो भी सुधार सकते हैं वह हैं ये ज्यामितीय विशेषताएं हैं हालाँकि यदि आप इस तरह के पैटर्न को बना रहे हैं तो आप सहजता से उम्मीद कर सकते हैं लेकिन ये बहुत लंबी हैं ये विशेषताएं आपमें दोष हो सकते हैं जहां ये वास्तव में एक दूसरे पर गिरते हैं तो यह एक दोष का उदाहरण है और इसे युग्मन कहा जाता है इसके अलावा सब्सट्रेट के शीर्ष पर हमें बताएं कि क्या यह आपका सब्सट्रेट है इसलिए जब आप पीडीएमएस कर चुके होते हैं तब आप जो करना चाहते हैं वह एक नए सब्सट्रेट पर आप अपने पीडीएमएस को दिए गए लिगैंड के साथ एक लेप करने के बाद उल्टा करना चाहते हैं लेकिन इस मामले में आपके पास पीडीएमएस हो सकता है तो आपकी इस तरह की एक ज्यामिति हो सकती हैं तो यह एक झोल वाला मुद्दा है इसलिए पीडीएमएस का उपयोग करते हुए लोगों ने पीडीएमएस की संरचना को अनुकूलित किया है जो कि उपयोग है और इस तरह आप इसे बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं आप माइक्रो पिलर प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं तो दूसरे शब्दों में अगर मैं इसे 2 डी फैशन में आकर्षित करना था तो यही आपके पास होगा इसी तरह आपके पास 2 डी प्लेन पर इस तरह के पैटर्न होंगे तो अगर यह सच था तो आप इस के ऊपर एक सेल को प्लेट कर सकते हैं और आपके पास सेल हो सकते हैं तो अगर यह लिगैंड कोटेड था तो शीर्ष यदि आपने इसे कुछ ईसीएम लिगैंड के साथ लेपित किया था तो कोशिका वास्तव में फैल सकती हैं और फिर फैल सकती है तो आपके पास इस पर एक कोशिका एकत्र होगी एक बल जो अंदर की ओर होता है जो कि अंदर की ओर निर्देशित होता है तो एक कारण के रूप में अगर मुझे ऊपर से एक ही चीज को देखना था तो मुझे जो मिलेगा वह होगा हम कहते हैं मैं सिर्फ लिखता हूं मैं शीर्ष बिंदु में केंद्र बिंदु खींच रहा हूं आपके पास यह चार स्तंभ ग्रिड है जहां कोई कोशिका नहीं है तो आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं यह डी ज्ञात है यह डी प्राइम भी ज्ञात है और इन स्तंभों में से प्रत्येक का व्यास ज्ञात है ठीक इसलिए जब आप कोशिका रखते हैं तो आप स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं तो हमें बताएं कि क्या यह मूल स्थितियों के लिए है तो यदि आप जिस कोशिका को सिकुड़ते हुए बल से बाहर निकाल रहे हैं तो सबसे ऊपर की ओर विस्थापित किया जाएगा और आपके पास इनमें से प्रत्येक खंभे के लिए यह हो सकता है आप पता लगा सकते हैं कि विस्थापन डेल्टा डी या डेल्टा एक्स क्या है क्योंकि आप जानते हैं की प्रत्येक स्तंभ के लिए विस्थापन है और यदि आप इस सामग्री की कठोरता को जानते हैं तो आप कर सकते हैं आप प्रत्येक स्तंभ पर बल का निर्धारण कर सकते हैं तो इस तकनीक का लाभ सबसे पहले आप स्तंभ की लंबाई को बदलकर स्तंभों की कठोरता को बदल सकते हैं इसलिए यदि स्तंभ एल है और हमें यह कहते हैं कि इसकी कठोरता के है यदि आपके पास 2एल है यदि आपके पास एल अभाज्य है एल अभिप्राय एल से अधिक है तो के अभाज्य के से कम होने वाला है इसलिए यदि एल अभाज्य है तो एल से केवल इसलिए क्योंकि अगर आप स्तंभ को लंबा और लंबा बनाते हैं तो यह अधिक आज्ञाकारी हो जाता है इसलिए इसे विकृत करना आसान है ठीक तो यह माइक्रो पिलर्स का उपयोग करने के बड़े लाभों में से एक है क्योंकि आपको विपरीत समस्या को हल करने के लिए रैखिक लोच सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है यहां कोशिकाओं द्वारा निकाले गए बलों का पता लगाने के लिए एक बार जब आप विस्थापन जानते हैं तो आप वास्तव में बल को प्रतिचित्रण कर सकते हैं तो यह एक उदाहरण है जहां माइक्रोफैब्रिकेशन का उपयोग किया गया है कोशिका आकृति को नियंत्रित करने का दूसरा उदाहरण माइक्रो संपर्क प्रिंटिंग का उपयोग के द्वारा होता है तो माइक्रो कांटेक्ट प्रिंटिंग में आप जो करते हैं उसे हम आपका पीडीएमएस मोल्ड कहते हैं जिसे आप अपनी पसंद के कुछ ईसीएम प्रोटीन के साथ सेते करते हैं इसलिए आपने अपनी पसंद की ईसीएम प्रोटीन से इसे कुछ समय के लिए सेने का काम किया और फिर आप क्या करते हैं आप एक सब्सट्रेट जैसे कि हम कहते हैं कि यह कांच है इस पर आप पीडीएमएस को उल्टा करते हैं इसलिए इसे करने के बाद आप इसे हवा में सूखने दें ठीक है इसलिए यदि आप इसे केवल हवा में सूखने देते हैं तो ये सभी बिंदु आपके ईसीएम प्रोटीन के साथ लेपित होंगे लेकिन जब आप इस पर छापते हैं तो आपके पास जो बचा है वह ईसीएम प्रोटीन केवल जो इन पूर्व उभार में स्थानांतरित हो जाएगा तो इस बिंदु पर आपका ईसीएम प्रोटीन स्थानांतरित हो रहा है और आपके द्वारा ऐसा करने के बाद आप शेष क्षेत्रों को बीएसए या प्लुरोनिक या किसी अन्य निर्मित या ना चिपकाने वाली सामग्री के साथ पेज कर ब्लॉक कर सकते हैं इसलिए यदि आप इसे शीर्ष दृश्य में देखते हैं तो आपके पास इस प्रकार होगा ठीक है तो हम मान लेते हैं तो ज्यामिति वृत्त हैं और शेष क्षेत्र हैं तो लाल गैर चिपकने वाला और हरा चिपकने वाला है तो यह है कि आप कोशिका के आकार को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं लेकिन आपको जो अनुकूलन करना है वह यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आपके प्लुरोनिक या पेज का कोटिंग एक समान है यदि यह काम नहीं करता है तो आपका माइक्रो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी काम नहीं करेगा इसलिए और केवल अपने ईसीएम प्रोटीन को कोटिंग करने के बजाय आप इस पर डीएनए को माइक्रो प्रिन्ट या उस पर किसी भी अन्य धातु का प्रिंट भी कर सकते हैं तो आप उस प्रकार तक सीमित नहीं हैं जिसमें आप काम कर रहे हैं इसलिए मैंने सिर्फ एक अंतिम अध्ययन पर चर्चा की तो जो दिखाया गया था वह पहले अध्ययनों को पहला लिंक किया है जो यह दिखाता है कि कोशिकाओं के लुप्त होने और एपोप्टोसिस के बीच संबंध था तो जो किया गया था वह विभिन्न आकारों के इन समूहों को बनाने के लिए था तो सतह क्षेत्र बढ़ता रहता है इस पर आप कोशिकाओं को प्लेट करते है और आप ट्रैक करते हैं कि एपोप्टोसिस प्रतिशत क्या है तो एक्स अक्ष आपका फैला हुआ क्षेत्र है तो यह क्षेत्र ए है तो जो पाया गया था वह एपोप्टोसिस बहुत अधिक था जब आपका फैला हुआ क्षेत्र कम था लेकिन जैसे ही आपका क्षेत्र बढ़ता रहा यह बंद हो गया तो यह सुझाव दिया कि जीवित रहने के लिए आपको सेल के लिए एक अनुकूल मात्रा की आवश्यकता होती है और वहाँ पर एपोप्टोसिस गिरता है यदि आप फैलाव के प्रतिशत को प्लॉट करते हैं तो आप प्रसार दर में एक समान वृद्धि देखेंगे तो निष्क्रिय आकार और समूहों और एपोप्टोसिस के बीच संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए यह पहला अध्ययन था और इसे भी दिखाया गया था इसलिए क्योंकि फैलता हुआ क्षेत्र फोकल परिवर्धन क्षेत्र में वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों को उत्पन्न किया जहां आपकी एक गोलाकार आंख होती है दूसरे मामले में यह समान क्षेत्र आप समान दूरी पर कई बिंदुओं पर वितरित करते हैं तो क्षेत्र का योग ए के समान है और इस मामले में क्या हो रहा है समग्र कोशिका प्रसार क्षेत्र है इसलिए यदि कोई कोशिका इस तरह फैलती है तो यह कोशिका प्रसार क्षेत्र इस क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक है और यह पाया गया कि यह कोशिका का फैलता क्षेत्र है जो अस्तित्व और प्रसार को नियंत्रित करता है तो इसके साथ ही मैं अपने व्याख्यानों को यहां रोक देता हूं और मुझे संक्षेप बताना है कि मैंने आप अपने ट्रैक्शन फोर्स माइक्रोस्कोपी अध्ययन के लिए माइक्रो पिलर जैसे ट्यूनिंग जनरेटिंग स्ट्रक्चर जैसे कि आपके कर्षण बल माइक्रोस्कोपी अध्ययन के लिए सूक्ष्म स्तंभ या विभिन्न आकारों और परिमाण के समूहों को उत्पन्न करने के लिए माइक्रो कान्टैक्ट प्रिंटिंग का उपयोग और कोशिका व्यवहार प्रसार का विभिन्नता और भेदभाव का अध्ययन और आगे और आगे की ओर के बारे में जाना आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद